इस लेक्चर में और आगे आने वाले कुछ लेक्चर में हम औद्योगिक IoT या IIoT की कुछ बुनियादी अवधारणाओं से गुजरेंगे इस लेक्चर में विशेष रूप से हम औद्योगिक IoT के पीछे कुछ परिचयात्मक प्रेरक अवधारणाओं के माध्यम से समझेंगे और हम प्रयोगशाला पैमाने में औद्योगिक IoT का एक मूल सेटअप कैसे कर सकते हैं इसलिए हम औद्योगिक IoT की आवश्यकता क्यों है इसे प्रेरित करने के लिए इन विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से समझेंगे इसलिए शुरुआत में हम विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग डोमेन को पूरा करते हैं इसलिए उनकी अपनी अलग औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं और हम विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं की मूल अवधारणाओं को और इन प्रक्रियाओं को IoT की मदद से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं इसलिए हमें जो करने की जरूरत है वह यह है कि वास्तव में यह समझने की आवश्यकता है कि औद्योगिक IoT समाधान इन विभिन्न प्रक्रियाओं की समग्र दक्षता में सुधार करने में कैसे मदद कर सकते हैं इसलिए शुरुआत में हमें कुछ उदाहरणों पर विचार करना चाहिए आइए विभिन्न खानों में खनन उद्योग के साथ शुरुआत करें उदाहरण के लिए कोयला खदानों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो वहां हैं वहां होने वाली खनन प्रक्रियाएं जो विभिन्न घटनाओं को मॉनिटर और रोक सकती हैं इसलिए उदाहरण के लिए कोयला खानों में खनन प्रक्रिया में बनने वाली विभिन्न गैसों की निगरानी करना काफी सामान्य है उदाहरण के लिए विभिन्न गैसें हैं जैसे कि मीथेन विभिन्न अन्य गैसें उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और कई अन्य जो मूल रूप से खनन प्रक्रिया में भूमिगत खानों में बनते हैं इसलिए इन गैसों का हमें पता लगाना होगा और इन गैसों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से कई गैसें खतरों के रूप में सामने आ सकती हैं क्योंकि उदाहरण के लिए मीथेन मीथेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है जैसा कि आप में से अधिकांश पहले से ही जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी घातक परिणाम पैदा कर सकते हैं तो ये गैसें बहुत ही हानिकारक गैसें हैं इन्हीं गैसों की तरह अनेक अन्य गैसें यहां हैं हमें यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोयले की खदानों में खनन प्रक्रिया में विशेष रूप से लगातार निगरानी रखनी होगी कि इन गैसों में से प्रत्येक का कितना उत्पादन किया जा रहा है इसलिए वास्तविक समय में लगातार भूमिगत खदानों में गैस की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है और तदनुसार यदि एक बहुत ही हानिकारक गैस की एकाग्रता एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ गई है तो यह खननकर्ताओं के लिए या नियंत्रण केंद्र के लिए अलर्ट उत्पन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है और तदनुसार कदम उठाएं जैसे कि खदान श्रमिकों या जो कोई भी भूमिगत हो को खाली करना तो यह एक तरह का अनुप्रयोग है भूमिगत खानों में विभिन्न अन्य अनुप्रयोग हैं उदाहरण के लिए स्ट्रैटा एक फॉल मॉनिटरिंग तो हम कहते हैं कि आप कोयले का खनन कर रहे हैं और जिस क्षेत्र से खनन किया गया है उस क्षेत्र में ऊपर की छत या परतें गिर सकती हैं तो निकाले गए हिस्से के ऊपर उस छत की निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए छत गिरने और खनन श्रमिकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है तो इस तरह वहाँ भी अन्य अन्य अनुप्रयोग हैं तो इन सभी चीजों को करने के लिए इन सभी चीजों को IIoT या औद्योगिक IoT जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए भूमिगत खानों की गैस निगरानी के लिए औद्योगिक IoT अनुप्रयोग बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है इसलिए यहाँ पर कक्षा में ही आइए विभिन्न सेंसरों और IIoT प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए गैस मॉनिटरिंग के एक बहुत ही सरल अनुप्रयोग को देखें इसलिए शुरुआत में मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं इसलिए जब हम IIoT के बारे में बात करते हैं तो औद्योगिक IoT का अर्थ विभिन्न औद्योगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए IoT के एक विशिष्ट प्रकार के अनुप्रयोग से है इसलिए यहां मैं खनन उद्योग गैस निगरानी और इसी तरह एक अन्य उद्योग के बारे में बात कर रहा हूं अन्य विभिन्न मुद्दे हैं लेकिन इन सभी के मूल में यह सैसिंग एक्चुएशन नेटवर्किंग कनेक्टिविटी प्रसंस्करण आदि है आइए हम गैस निगरानी के एक बहुत छोटे प्रकार के अनुप्रयोग को देखें यह एक गैस सेंसर है जो कुछ गैसों का पता लगा सकता है तो यह सेंसर आपको इसे करने में मदद कर सकता है फिर हमारे पास एक एक्चुएटर है जो एक बजर है हमने इस बजर को रखा है क्योंकि हम यह दिखाना चाहते हैं कि यदि गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है तो सेंसर इसे लेने जा रहा है और यह बजर गैस LPG गैस की वास्तविक सांद्रता को दर्शाने वाला है लेकिन यह किसी भी अन्य गैस की सांद्रता बढ़ जाने पर भी काम कर सकता है तो यह वह है जो यह करेगा और फिर हमारे पास है तो यह सैसिंग इस सेंसर द्वारा यहां पर की जाती है और फिर यह सेंसर इस डेटा को भेजता है और इस माइक्रोकंट्रोलर यूनिट जो हमारे पास है द्वारा कुछ प्रसंस्करण यहां किया जाता है और उसके बाद यह डेटा एक साइट से दूसरी साइट पर भेजा जाता है तो हम कहते हैं कि यह एक साइट है और यह एक और साइट है तो यह एक साइट से दूसरी साइट पर भेजा जाता है और इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग संचार मॉड्यूल हैं यह एक है और यह दूसरा है हम कहते हैं कि यह सेंडर इकाई द्वारा भेजे गए है सेंसर से जुड़ा हुआ है और जिसे रिसीवर के यहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से इसे नियंत्रण केंद्र में भेजा जाएगा इसलिए इसे नियंत्रण केंद्र में भेजा जाएगा जहां से गैसों की निगरानी की जाएगी आइए इस उदाहरण पर एक नज़र डालें तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर LPG गैस की कुछ सांद्रता लाएँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह अलर्ट हो गया है तो आवाज आई तो इस बजर ने काम कर दिया है इसलिए यदि हम इस डेटा को देखते हैं तो यह मूल रूप से सेंडर यहां प्राप्त कर रहा है तो यह मूल रूप से यहाँ पर रिसीवर है जो अपने वैल्यूज़ को भी प्राप्त कर रहा है आइए हम मानते हैं कि यह नियंत्रण केंद्र है जहां से इन गैसों की एकाग्रता का पता लगाया जा रहा है और इस तरह से यह निगरानी की जा सकती है यह एक बहुत ही सरल प्रकार का अनुप्रयोग है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे गैस की निगरानी न केवल खनन उद्योगों में की जा सकती है बल्कि अन्य उद्योगों में भी किसी अन्य रासायनिक उद्योग के रूप में या जहाँ गैस निगरानी भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे भूमिगत खदानों के लिए गैस निगरानी अनुप्रयोग आइए हम IIoT के एक और अनुप्रयोग पर विचार करें आइए हम स्वास्थ्य सेवा उद्योग पर विचार करें उदाहरण के लिए अस्पतालों में अलग अलग रोगी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जैसे डॉक्टर नर्स हैं वास्तविक समय में लगातार और इसी तरह से रोगियों की स्थिति की निगरानी करना अक्सर बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए मौजूदा तकनीक पारंपरिक तकनीक के साथ यह मुश्किल है क्योंकि परंपरागत रूप से जो होता है वह डॉक्टर और नर्स या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं जिन्हें समय समय पर रोगी के पास जाना होगा फिर रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी करें जो एक है इससे बेहतर यह है कि रोगी के शब्द स्थल पर कुछ अलग अलग चिकित्सा उपकरण हो सकते हैं जो अलग अलग सेंसर से लैस भी हो सकते हैं लेकिन वे सेंसर स्टैंडअलोन सेंसर होते हैं वे आम तौर पर कनेक्टेड सेंसर नहीं होते हैं और वे जो कुछ भी कर सकते हैं वह उस भौतिक पैरामीटर मान को दिखा सकते हैं जो रोगी के लिए निगरानी की जा रही है तो IIoT और IoT के आगमन के साथ सामान्य रूप से अब रोगी की स्वास्थ्य स्थिति की निरंतर निगरानी करना संभव है इसलिए पिछले उदाहरण की तरह अब मैं आपको दो बहुत मौलिक सेंसर दिखाने जा रहा हूं जिनका उपयोग रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए किया जा सकता है यहाँ आप जो देख रहे हैं वह तापमान सेंसर है यह शरीर का तापमान सेंसर है और यह पल्स ऑक्सीमीटर मूल रूप से रोगी के रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति को मापता है साथ ही पल्स दर भी इन दो सेंसर ने इसे उठाया है आप मरीजों की स्थिति की निगरानी के लिए विभिन्न अन्य शारीरिक निगरानी सेंसर का उपयोग कर सकते हैं और फायदे हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्वायत्त रूप से वास्तविक समय में लगातार रोगियों की स्थिति पर नजर रखी जा सकती है और डॉक्टरों के लिए अलर्ट उत्पन्न किया जा सकता है अगर रोगी की स्वास्थ्य स्थिति में कुछ जटिलता है तो अब आप समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जो आपको इसे प्राप्त करने में मदद कर सकता है तो इस मामले में यह कैसे किया जाता है तो हम कहते हैं कि इस शरीर के तापमान सेंसर यह एक मरीज के साथ फिट है मैंने इसे सिर्फ शरीर के तापमान को दिखाने के लिए दबाया है इसलिए मेरे पास यहां क्या है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि इसका तापमान वैल्यू बढ़ रहा है यह तापमान रीडिंग है यह लगातार बढ़ रहा है और हम कहते हैं कि यह एक मरीज के लिए या कई रोगियों के लिए डॉक्टरों के पैनल में है इस बात को बढ़ाया जा सकता है और विभिन्न अन्य रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है तो यह तापमान प्लॉट है और इसी तरह यह पल्स ऑक्सीमीटर है मैं यहां इसका उपयोग आपको यह दिखाने के लिए कर सकता हूं कि एक मरीज को इस तरह से यह फिट किया जा सकता है फिर स्क्रीन पर मुझे दो चीजों का वैल्यू प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए तो मैंने अब पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर लगा दिया है मैंने अपनी उंगली उसमें डाल दी है और मैंने अभी आपको बताया है कि पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर दो चीजों को मापने में मदद करता है एक है रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति और दूसरा है पल्स रेट इसलिए अब नियंत्रण दृश्य को देख रहे हैं इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं यह नीला रंग है जो मूल रूप से हृदय गति है और यह रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज धीरे धीरे समय के साथ प्लॉट हो रहे हैं यह तापमान मान अभी भी कम है क्योंकि मैंने अभी इसे छोड़ दिया है लेकिन तापमान को मापने के लिए मैं इसे फिर से अपनी उंगली पर रख सकता हूं और तापमान शरीर के तापमान वैल्यू में वृद्धि हो रही है तो यह विभिन्न हेल्थकेयर फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सेंसरों का एक अनुप्रयोग है जिसका उपयोग डॉक्टरों और नर्सों द्वारा विभिन्न रोगी की स्वास्थ्य स्थिति की निरंतर निगरानी के लिए अस्पतालों जैसे स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में किया जा सकता है आइए और औद्योगिक IoT के विवरण को देखें इसलिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि औद्योगिक IoT विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों की सेवा के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग के बारे में है इसलिए औद्योगिक अनुप्रयोग कई हो सकते हैं जैसे विनिर्माण कृषि और स्वास्थ्य सेवा और इसलिए मूल रूप से औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए IoT यही मैं यहां IIoT के बारे में बात करता हूं और समग्र विचार यह है कि इस IIoT का उपयोग उद्योगों में काम करने की स्थिति को बढ़ाने या सुधारने के लिए करना है जैसे कि सुरक्षा उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा उद्योग में एर्गोनोमिक स्थितियां और इसलिए सुरक्षा एर्गोनोमिक मुद्दों पर विचार तो मशीन जीवन को बढ़ाने पर परिचालन क्षमता का अनुकूलन और कई अन्य औद्योगिक IoT के कई अलग अलग उपयोग हैं तो IIoT और इसके आदिम तरीके पहले भी रह चुके हैं लेकिन इस नए संदर्भ में कि IIoT अधिक दिलचस्प हो गया है IIoT पुराना है और ऐसे ही स्वचालन भी उद्योग में लंबे समय से वहां रहा है दशकों से यह रहा है कि उद्योग लंबे समय से स्वचालन का उपयोग कर रहे हैं ये IIoT और स्वचालन के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं ये अंतर तीन अलग अलग मापदंडों के संबंध में हैं सेंसिंग के संबंध में और ये IT उपकरण और कार्यप्रणाली जिनका उपयोग किया जा रहा है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक को एक एक करके लेते हैं इसलिए सेंसिंग और कार्यप्रणाली के संबंध में ये अंतर उनके अपने अलग पहलू हैं तो पहले सर्वव्यापी सेंसिंग ठीक से काम कर रहा है या नहीं और अगर यह नहीं है या यहां तक कि अगर यह कुछ अन्य कंपोनेंट्स को कार्य करने के लिए है लेकिन यह नया नहीं है तो IIoT सेंसर और एक्चुएटर्स का उपयोग विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने बढ़ाने और अनुकूलन करने के लिए हर जगह किया गया है वे चीजें लंबे समय से वहाँ हैं लेकिन जो कुछ नया हुआ है वह है एक ही समय में विभिन्न मशीनों की स्थिति की निगरानी करने की सक्षमता और इनमें से प्रत्येक मशीन अपने और कुछ केंद्रीय बिंदु के बीच डेटा साझा करती है यह ऐसा है जो नया है इसलिए यह पूरी पैकेजिंग नई है तो यह सर्वव्यापी सेंसिंग का लाभ शीर्ष पर नहीं ले रहे हैं अब एनालिटिक्स एक स्टैंडअलोन फैशन के संबंध में पहले भी रह चुका है लेकिन IIoT के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न मशीनों से बड़ी मात्रा में डेटा एक ही उद्योग में और विभिन्न अन्य उद्योगों और स्थानों में आ रहा है और फिर इसके बारे में एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करना और यह सभी चीजें इस कनेक्टिविटी मुद्दे के कारण संभव है जो मैंने आपको पहले बताया था इसलिए इन विभिन्न मशीनों विभिन्न स्थानों के बीच कनेक्टिविटी के कारण डेटा की यह मात्रा और अलग अलग एनालिटिक्स चलाने के लिए समझदारी से इन विभिन्न गतिविधियों के अव्यक्त अर्थ को समझने के लिए और इन विभिन्न मशीनों की स्थिति जो उद्योग में काम कर रही हैं यह सब अब संभव है इन IT पद्धतियों के संबंध में स्वचालन पूरी तरह से IT पर निर्भर है और यह फिर से लंबे समय से है IIoT मूल रूप से IT प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और विशेष रूप से नेटवर्किंग पहलू संचार और नेटवर्किंग के संबंध में पारंपरिक स्वचालन तकनीकों को संशोधित करता है यह संशोधन तीन मुख्य लाभ प्रदान करता है प्रतिभा पूल की उपलब्धता मानकीकरण और इन सभी उद्योगों में पहले से उपलब्ध IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान की सुलभता और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लंबे समय से हैं और हम किसी भी नई चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यह कनेक्टिविटी नया है कनेक्टिविटी का मुद्दा और पहले से सब कुछ आनुपातिक दरों में बढ़ाना इन मशीनों में व्यक्तिगत रूप से एक स्टैंडअलोन फैशन में किया जा रहा था अब हम इस समग्र नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं इन IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीच पैकेजिंग की मदद से सेंसर एक्ट्यूएटर्स के साथ और IIoT के संदर्भ में नई अवधारणा बन गई है और यह स्वचालन पारंपरिक स्वचालन प्लस नेटवर्क सेंसिंग क्रियाशीलता और निर्णय लेने के लिए है और मैं IIoT को इस तरह परिभाषित करूंगा IIoT पारंपरिक ऑटोमेशन में स्टैंडअलोन कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइसेस और उस सेंसिंग क्रियाशीलता और निर्णय लेने के कनेक्टेड तरीके से मदद लेना है इसलिए IIoT की तैनाती में अलग अलग चुनौतियां हैं डेटा एकीकरण चुनौतियां हैं तो हम बड़ी संख्या में मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं इन विभिन्न मशीनों में जगह जगह की अपनी विषमता विषम डेटा और उच्च मात्रा और विभिन्न प्रकार की बड़ी किस्में में आने वाले इन विभिन्न प्रकार के डेटा का एकीकरण हैं IIoT के संदर्भ में इस तरह के डेटा का एकीकरण एक बड़ी चुनौती है और यह पहले नहीं था जब औद्योगिक संयंत्रों में पारंपरिक स्वचालन था साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम एक बहुत ही जुड़ी हुई दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां एक ऐसी दुनिया है जहां अलग अलग मशीनें आपस में जुड़ी हैं और मशीनों से लेकर इंसानों तक इंसानों से इंसानों तक और इसी तरह सब आपस में जुड़े हैं इतना कनेक्टिविटी है कि यह काफी संभावना है कि हम समग्र नेटवर्क में कुछ कमजोरियों को पेश करने जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के हमलों नए प्रकार के हमलों को लॉन्च करना संभव बना रहे हैं तीसरा IoT में IIoT में मानकीकरण का अभाव है और इसी तरह IoT को नियंत्रित करने वाले IIoT को नियंत्रित करने वाला कोई एकल मानक नहीं है कोई एकल मानक नहीं है मानक का अभाव है कुछ मानकीकरण के प्रयास हैं जो चाहते हैं कि विश्व स्तर पर चले लेकिन एक भी मानक नहीं है इसलिए यह मूल रूप से IIoT के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती है जब हम उद्योगों के बारे में बात करते हैं तो अगला भाग लीगेसी प्रतिष्ठानों के साथ एकीकृत हैं और आखिरी चुनौती मूल रूप से कौशल की कमी है यह एक नई तकनीक है समग्र रूप से सभी बिट्स और टुकड़े वहाँ रहे हैं और हमारे पास अभी भी इन विभिन्न उद्योगों में पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति नहीं है जो इस IIoT की नई तकनीक को अपनाना चाहते हैं इसलिए कुशल जनशक्ति की इस कमी के कारण विभिन्न समस्याएं हैं जो संभव हैं यह संभव है कि कौशल की कमी के बिना सिस्टम में कमजोरियों को डाला जा सकता है और जो विभिन्न हमलावरों को आकर्षित कर सकता है जो विभिन्न हमलों को लॉन्च कर सकते हैं और समग्र प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे उन व्यवसाय को नुकसान हो सकता है जिन्होंने इस IIoT तकनीक को अपनाया डेटा की मात्रा जो कि आ रही हैं के संबंध में डेटा एकीकरण चुनौतियां हैं हम डेटा की जटिलता के बारे में बात कर रहे हैं डेटा की विविधता जो कि बड़ी मात्रा में आ रही है बड़ी मात्रा में लगातार इन अलग अलग सेंसर और एक्चुएटर से डेटा आ रही है तो इस डेटा को प्रबंधित करने के लिए इस डेटा का विश्लेषण करना बहुत ही कठिन कार्य है तो इसीलिए IIoT को अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है

साइबर सिक्योरिटी या सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए अन्य बहुत संबंधित मुद्दा गोपनीयता मुद्दा है इसलिए यहां हम इन विभिन्न मशीनों से स्वायत्त रूप से बहुत सारे डेटा एकत्र करने के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह बहुत संभव है कि व्यक्ति इन विभिन्न कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की गोपनीयता के बारे में चिंतित होगा इन व्यक्तिगत मशीनों से स्वायत्तता से एकत्र किए गए डेटा की गोपनीयता तो मशीनों की गोपनीयता उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति यह भी सूचना और प्रणाली सिक्योरिटी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता बन जाती है इसलिए उदाहरण के लिए स्वास्थ्य उद्योग में डेटा अखंडता अत्यधिक आवश्यक है इसलिए किसी को भी डेटा वास्तविक रोगी डेटा के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जिसे एकत्र किया जा रहा है तो जाहिर है इस विशेष दृष्टिकोण से स्वास्थ्य सेवा उद्योग में सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है खाद्य उद्योगों में भी अगर कोई व्यक्ति डेटा के साथ खेलता है तो उस तरह के हमले से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और उस तरह के डेटा को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए गोपनीय बनाया जाना चाहिए पावर ग्रिड जैसे पावर सेक्टर में यह बहुत आसान है कि किसी के पास बिजली व्यवस्था की पकड़ हो और वह एक बड़े प्रभाव का कारण हो जैसे कि किसी तरह के हमले को शुरू करना जिससे सिस्टम नीचे हो जाए और बड़े डाउनटाइम होने वाला है तो इस प्रकार के हमले संभव हैं इसी तरह परिवहन में परिवहन के साथ साथ आमतौर पर राजमार्ग परिवहन किसी भी देश की नस की तरह है इसलिए इस परिवहन डोमेन में IIoT अवसंरचना में बदल जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मानकीकरण का अभाव है जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था इसलिए बड़े स्वचालन आपूर्तिकर्ता फर्म खुले मानकीकरण को प्रोत्साहित नहीं करते हैं इसलिए उन्हें आवश्यकता होगी कि वे अपने स्वयं के अलग अनुकूलित समाधानों को प्रोत्साहित करें और व्यावसायिक मुनाफे के मामले में उनकी बढ़त भी हो और मानकीकरण का यह पूरा मुद्दा एकत्रित किए गए इन विभिन्न उपकरणों पर ग्राहकों की निर्भरता को कम करेगा तो छोटे स्वचालन आपूर्तिकर्ता फर्मों में मूल रूप से इस विशाल कदम को प्रोत्साहित करने की क्षमता की कमी है मानकीकरण का अभाव डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की ओर जाता है डिवाइस इंटरऑपरेबिलिटी तो अलग अलग IoT उपकरणों का समर्थन करने वाली अलग अलग मशीनें जो उन्हें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत होती हैं और वे विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बनाई गई हैं तो डिवाइस स्तर इंटरऑपरेबिलिटी को समझा जाता है लेकिन सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सिमेंटिक का अर्थ है शब्दार्थ इसलिए विभिन्न भाषाओं पर बात करने वाले ये विभिन्न उपकरण एक दूसरे से सार्थक रूप से बात करने में सक्षम होने चाहिए उन्हें समझने में सक्षम होना चाहिए कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं तो यह सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी है और सिक्योरिटी और गोपनीयता के मुद्दे और मानकीकरण की चिंताएं भी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं लीगेसी की तुलना में अधिक उन्नत हैं और कुछ बहुत नई प्रौद्योगिकियाँ हैं जिन्हें अपनाया गया है तो इन सभी प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए उस लीगेसी वाले और नई प्रौद्योगिकियाँ सभी को एक साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि पूरे एकीकृत प्रणाली में किसी भी तरह की भेद्यता ना रहे IIoT की दुनिया में कौशल की कमी यह एक नई तकनीक है तो नई तकनीक का मतलब है कि हमारे पास IIoT से संबंधित कौशल जैसे डेटा एकीकरण वगैरह जानकार कर्मचारी की कमी है क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां IIoT से जुड़ी हैं और ये नई संबद्ध प्रौद्योगिकियां इन तकनीकों में नई हैं इसलिए श्रमिकों को इन प्रौद्योगिकियों के बारे में तेज और विविध ज्ञान होना चाहिए तो पहले शुरुआत में IIoT के विभिन्न अनुप्रयोगों स्वास्थ्य सेवा उद्योग खनन उद्योग विनिर्माण उद्योग परिवहन और रसद अग्निशमन सीवरेज स्मार्ट शहरों इत्यादि के बारे में हैं इसलिए स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में जानकारी की उपलब्धता और डॉक्टरों की पुनरावृत्ति रोगियों को सही चिकित्सक चुनने में मदद करती है इंटरनेट पर हेल्थकेयर उपकरणों की कनेक्टिविटी मूल रूप से आपको इसे करने में मदद करेगी और यही हमने स्वास्थ्य उद्योग में IIoT के बहुत छोटे पैमाने और अनुप्रयोग में देखा था इसलिए बहुत शुरुआत में मैंने आपको इस तापमान सेंसर और पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर का उपयोग करने का उदाहरण दिया था और एक जुड़े नेटवर्क के माध्यम से इस डेटा को आगे के मूल्यांकन निगरानी आदि के लिए नियंत्रण केंद्र भेजा जाता है तो यह मूल रूप से स्वास्थ्य उद्योग में IIoT के अनुप्रयोग का एक बहुत ही अल्पविकसित रूप है खनन उद्योग गैस की निगरानी भी करता है और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि कोयला खदानों में गैस की निगरानी कैसे की जाती है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की सघनता का स्तर क्या है तो यह एक IIoT आधारित प्रौद्योगिकियों की मदद से संभव हो सकता है इसलिए खनन उद्योग में IIoT प्रौद्योगिकियों को अपनाने से हमें जल्दी आपदा की चेतावनी के साथ लाभ होगा खनिकों की कार्यशील स्थिति की वास्तविक समय में लगातार निगरानी की जा सकती है आदि सामान्य समय के दौरान और आपातकालीन स्थितियों के दौरान खनिकों का पता लगाना और उनकी निगरानी करना मान लीजिए अगर कोई खदान में आग लग जाए तो खनिकों की निगरानी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और IIoT इसे करने में मदद कर सकता है इसलिए खनन उद्योग में एक कुशल तरीके से सुरक्षा और बढ़ती दक्षता एक और लाभ है जो IIoT को अपनाने से सामने आएगा विनिर्माण उद्योग में विभिन्न उपकरणों विभिन्न मशीनों उपकरणों कार्यबल आपूर्ति श्रृंखला कार्य मंच का एक अंतर्संबंध और एकीकरण इसलिए इन सभी चीजों के एकीकरण से एक स्मार्ट विनिर्माण मंच बनेगा जो परिचालन लागत में कमी प्रदान करेगा श्रमिकों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा संसाधन अनुकूलन उद्योगों में अपशिष्ट में कमी और अंत से अंत तक ऑटोमेशन ये विनिर्माण उद्योग में IIoT में इन सभी उपकरणों के अंतर्संबंध और एकीकरण के सभी अलग अलग लाभ हैं इसी तरह परिवहन और रसद में उपकरणों इंजनों कनेक्टेड डिवाइसों का उपयोग करके ट्रैकिंग तैनात सेंसर GPS की निगरानी करना संभव है तो इस तरह के ट्रैकिंग डिवाइस ट्रैकिंग सेंसर ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और उदाहरण के लिए जहां विभिन्न ट्रक एक विशेष लॉजिस्टिक एप्लिकेशन में हैं हाईवे पर जो ट्रक हैं वे अलग अलग ट्रक किस स्थिति में हैं और वे हाईवे पर कितनी देर के लिए आराम कर रहे हैं और इन अलग अलग वाहनों के ड्राइवर उन्हें पर्याप्त नींद आ रही है या नहीं और इन ट्रकों की हालत कैसी है यह सिर्फ एक उदाहरण है कि ट्रकों की स्थिति क्या है क्या ये स्थिति आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है या कुछ प्रकार की रखरखाव गतिविधि की आवश्यकता होगी जैसे कि यह शेड्यूलिंग इष्टतम है इन अलग अलग समय निर्धारण वाहनों को IIoT प्रौद्योगिकियों की सहायता से भी प्रदर्शित किया जा सकता है इसलिए इष्टतम शेड्यूलिंग हम रद्द और देरी को कम करके और समग्र ईंधन की खपत को कम करके अच्छी ग्राहक सेवाएं प्रदान करेंगे इसलिए उपकरणों का उचित रखरखाव करके हम सवार यात्रियों और मशीनों दोनों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे और इस तरह रखरखाव के खर्च को कम करेंगे अग्निशमन भी अलग अलग IIoT प्रौद्योगिकियों सेंसर नेटवर्क के उपयोग के लिए बहुत आकर्षित करता है RFID टैग के साथ औद्योगिक कार्यक्षेत्र या यहां तक कि विभिन्न भवनों जैसे घरों में आदि पर आग की वास्तविक समय की निगरानी और विभिन्न आने वाले खतरों की शुरुआती चेतावनी भी अग्निशमन अनुप्रयोग डोमेन में IIoT के उपयोग की सहायता से संभव हो सकती है अंतिम चीज इन विभिन्न दोषों का स्वत और तेजी से निदान है जो कि हो सकता है कुशलतापूर्वक और तुरंत IIoT प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सहायता से भी किया जा सकता है तो ये उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार परिचालन क्षमता में सुधार उत्पादकता में सुधार परिसंपत्ति के उपयोग को बेहतर बनाने नई नौकरियों और व्यवसाय के अवसरों को बनाने और संचालन समय को कम करने के लिए IIoT के विभिन्न लाभ हैं ये उद्योग में IIoT प्रौद्योगिकियों को अपनाने के विभिन्न लाभ हैं तो वहाँ अन्य विभिन्न लाभ भी हैं जैसे कि दूरस्थ निदान तो दूरस्थ निदान क्या हैं मशीनों का दूरस्थ निदान लागत प्रभावशीलता श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और यह कार्यकर्ता सुरक्षा एर्गोनोमिक समस्याएं हैं IIoT प्रौद्योगिकियों ने बहुत सारे अनुप्रयोग प्राप्त किए हैं इन विभिन्न IIoT प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में सुधार के लिए IIoT को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की नई संख्या है तो समाप्त करने के लिए IIoT एक बहुत ही आशाजनक तकनीक है जिसमें विभिन्न आकर्षक विशेषताएं हैं लेकिन उसी समय कई बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा और भविष्य में इसका मतलब नहीं है इन बाधाओं को दूर करने के लिए कई अलग अलग चुनौतियां हैं इसका मतलब यह नहीं है कि IIoT का भविष्य नहीं है वास्तव में भारत और दुनिया भर के सभी उद्योगों में IIoT को अपनाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसलिए मूल रूप से यह धीरे धीरे हर दिन IIoT प्रौद्योगिकियों को अपनाना बढ़ रहा है और यह काफी उम्मीद है कि भविष्य में यह और भी अधिक बढ़ने वाला है और हम एक बहुत अच्छी तरह से जुड़े दुनिया को देखने में सक्षम होंगे जहां विभिन्न उद्योग जुड़े होंगे विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से डेटा को ध्यान में रखने के लिए उन्नत एनालिटिक्स की जा रही है जिसे ये विभिन्न उद्योग संबोधित कर रहे हैं तो ये आपके लिए इन रेफरेंसेस में से कुछ हैं अगर आप इन बुनियादी मुद्दों पर आगे गहराई से जानने में रुचि रखते हैं और इसके साथ ही हम यहां समाप्त करते हैं धन्यवाद